डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 29 वें व्याख्यान में आपका स्वागत है हम इंडेक्सिंग और हैशिंग के बारे में बात कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में यह चौथा व्याख्यान है पिछले तीन व्याख्यानों में हमने इंडेक्सिंग के विभिन्न पहलुओं पर बात की विशेष तौर पर पिछले व्याख्यान में हमने बहुत ही शक्तिशाली डाटा स्ट्रक्चर से आपका परिचय करवाया इस व्याख्यान में हम विभिन्न प्रकार की हैशिंग तकनीकों का अवलोकन करेंगे जिससे कि हम समान प्रकार के लक्ष्यों को पा सकें हम लोग स्टैटिक को भी समझेंगे तो यह व्याख्यान की रूपरेखा है स्टैटिक हैशिंग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं यहां पर यह ओर्डरड इंडेक्सिंग का रिकॉर्ड उपलब्ध हो यह इसकी आवश्यकता है हैश फंक्शन एच करना पड़ेगा जब आप एक रिकॉर्ड को ढूंढना चाहते हैं हम दूसरी तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं और हम उन पर आगे चर्चा करेंगे हैश फाइल है हम आई 10 करते हैं और हमें एक संख्या मिलती है जोकि 1 है स्वाभाविक रूप से हम मॉड्यूलो दस है यहां हम एक उदाहरण दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि पिछली स्लाइड में हमने म्यूजिक दोनों की हैश वैल्यू तीन दिखाई है आप यहां देख सकते हैं कि बकेट दो में हिस्ट्री है क्योंकि इसका मान दो है इस प्रकार से वह रिकॉर्ड एल सयद एवं कैलिफीयरी कर सकते हैं और ऐसा हैश फंक्शन बहुत उपयोगी होगा अब प्रश्न यह उठता है यह एक गणितीय फंक्शन है तो यह कितना अच्छा या बुरा है हम यह कहेंगे कि सबसे बुरा संभावित हैश फंक्शन वह होगा जोकि सारी की वैल्यूज करें इस प्रकार से सब कुछ उसमें क्रमबद्ध रूप से होगा इसीलिए उसका कोई उपयोग नहीं है आदर्श प्रक्रिया ऐसी होगी जिसमें अलग अलग सर्च की वैल्यूज तरीके से उत्पन्न करेगा रैंडम होंगे और रिकॉर्ड संतुलित मात्रा में होंगे एक सामान्य हैश फंक्शन सर्च की के आंतरिक बायनरी किसी अंक के साथ करते हैं जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा अब प्रश्न यह उठता है कि बकेट का एक निश्चित आकार होता है जैसा कि हमने कहा था की बकेट एक डिस्क ब्लॉक के समान है तो एक बकेट ओवरफ्लो उत्पादित करता है यदि ऐसा होता है तो बकेट फ्लो होने की प्रायिकता या ओवरफ्लो की भांति जुड़ा रहता है इसे ओवरफ्लो चैनिंग को उपयोग में नहीं लाती है और इसी कारण से डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए वह उपयुक्त नहीं होती और हम उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे हैश इंडीसेज में भी किया जा सकता है परंतु आपको यह ध्यान रखना चाहिए की हैश इंडीसेज बना रहे हैं यह हैश इंडेक्सिंग 76766 है जोकि 7 6 13 20 6 26 6 32 मॉड्यूलो 8 द्वारा 0 होता है तो यह बकेट जीरो में जाता है और इसी प्रकार से यदि हम बकेट 4 में देखें तो आप देखेंगे कि चार आईडी का उपयोग करके अगली दोनों आईडी को वहां रखते हैं और इस प्रकार से हैश इंडेक्स बनाई जा सकती है यह एक प्रकार की ऐसी योजना है जहां पर आप एक अपरिवर्तनशील संख्या में बकेट लेते हैं और फिर आप एक हैशिंग फंक्शन बनाते हैं जो कि सर्च की वैल्यूज है क्योंकि आप एक तय संख्या में बकेट लेते हैं स्वाभाविक रूप से प्रश्न यह है कि बकेट की संख्या बी बनेंगी और इसके साथ ही हैशिंग के सारे लाभ खत्म हो जाएंगे दूसरी तरफ यदि आप बी कर देंगे परंतु इस जगह को उपयोग में लाने में में बहुत सारा समय लगेगा या यह भी संभव है कि डाटाबेस एक निश्चित समय पर एक बहुत बड़े आकार का हो जाए और फिर यह सिकुड़ना शुरू कर दे और फिर वापस से जगह का अपव्यय होगा तो स्टैटिक हैशिंग भी कहा जाता है यह निश्चित रूप से उन डेटाबेस के लिए अच्छा है जो नियमित तौर पर आकार में बढ़ते हैं और सिकुड़ते हैं जहां पर हैश फंक्शन को डायनॉमिकली होता है आपने एक संख्या उत्पादित की है जो कि एक हैश संख्या है जोकि 32 बिट की है परंतु किसी भी समय पर आप उसमें से उसका एक प्रीफिक्स बिट की होती है स्वाभाविक रूप से या फिर सैद्धांतिक तौर पर यह 0 भी हो सकती है जहां पर आप कोई भी प्रीफिक्स उपयोग में नहीं लाते हैं या फिर आप पूरा का पूरा प्रीफिक्स में उपयोग में ला सकते हैं इसीलिए यदि आप आई बिट का उपयोग कर रहे हैं तो आपके पास संभावित तौर पर 2 की घात I बकेट एड्रेस होंगे और आप शुरुआत में इसे शून्य रख सकते हैं इसके बाद एड्रेस टेबल अलग अलग बकेट को इंगित करेगी अब हम एक उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है यह सामान्य योजना है आपके पास एक हैश प्रीफिक्स बिट होती हैं स्वाभाविक रूप से वहां पर 2 की घात आई इंद्राज होंगे आपके पास अलग अलग बकेट हैं परंतु वास्तविकता में सारे 2 की घात आई बकेट नहीं होकर आपके पास कम हो सकते हैं क्योंकि यहां दिखाया गया है की बकेट 2 और बकेट 3 उपलब्ध हैं परंतु बकेट 1 दो प्रीफिक्स 00 और 01 के लिए है प्रत्येक बकेट के ऊपर आपके पास एक प्रकार की बकेट डेप्थ दी गई है यह प्रस्तुतीकरण में बिट की संख्या है जिसे आपको देखना है जिससे कि आप अलग अलग रिकॉर्ड को उस बकेट में पहचान पाए स्वाभाविक रूप से यहां पर अधिकतम मान आई है परंतु यह उसे छोटा भी हो सकता है मैं ऐसा मानता हूं कि इसका यहां पर तत्काल रुप से कोई अर्थ नहीं बनता है इसीलिए हम इसकी विस्तार से चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं मैं यह कह रहा था कि प्रत्येक बकेट j एक संख्या Ij का भंडारण करती है तो यह सारे इंद्राज हैं जो इस बकेट को इंगित करते हैं और उनका मान शुरुआती Ij बिट के लिए समान है तो यह शुरुआती Ij बिट समान है और वह सारी इसी बकेट में आती है तो आप उस बकेट को कैसे देखते हैं जिसमें की सर्च की Kj है यह हैश फंक्शन की गणना करता है जोकि एक्स X अब यदि मुझे एक रिकॉर्ड सर्च की Kj के साथ इंसर्ट के समान ही प्रक्रिया का पालन करेंगे और बकेट j को देखेंगे और फिर आपको कुछ जगह बनाने के लिए देखना होगा तो मैं कुछ करता हूं एल्गोरिदम के इस वाक्य पर जाने से पहले मैं कुछ करता हूं मैं पहले एक उदाहरण पर जाता हूं और फिर हम वापस से इस फॉर्मल स्टेटमेंट पर आएंगे हम यहां पर यह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां डिपार्टमेंट नाम है जिनको हम इस हैशिंग इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह उस डिपार्टमेंट नाम का हैश है और आप आसानी से देख सकते हैं कि यह 1 2 3 4 5 6 7 8 है यह 32 बिट के अंक में हैश किया गया है अब हम क्या करते हैं शुरुआत में यह सारी हैश संख्याएं हैं और यह टेबल है जो मैं वास्तविकता में प्रस्तुत करना चाहता हूं शुरुआत में यहां पर कुछ भी नहीं है मैं मोजार्ट को इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं और यह तीनों रिकॉर्ड यहां है तो मैं कोशिश करता हूं यदि मैं मोजार्ट के लिए यह 0 है यदि मैं एक बिट के हैश प्रीफिक्स करते वक्त यह पा सकते हैं की मोजार्ट कहां है और इसी के आधार पर आप यह बनाते हैं अब हम आइंस्टाइन को इन्सर्ट करने की कोशिश करते हैं आइंस्टाइन से हैं तो जब आप आइंस्टाइन को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है आपके पास पहले से ही कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस दोनों प्रीफिक्स 1 के साथ हैं आपके पास बकेट दो में एक के सापेक्ष दो रिकॉर्ड पहले से थे और यह बकेट पूरी भर गई है यह मानते हुए कि इसमें केवल दो रिकॉर्ड आ सकते हैं अब आपके पास एक और आता है जिसका मान एक है तो इसका मान एक है मुझे क्या करना चाहिए मुझे वास्तविकता में इसे विस्तार देना होगा और यह मैं कैसे करता हूं मैं इसको विस्तार नहीं दे सकता क्योंकि और जगह नहीं बची है इसीलिए मुझे वास्तविकता में यह करना होगा कि बकेट एड्रेस टेबल को विस्तार देना होगा अगर मैं वापस पीछे जाऊं तो हमारे पास केवल दो इंद्राज थे क्योंकि हम प्रीफिक्स से है जिसका भी प्रीफिक्स एक बिट का 1 था मुझे ज्यादा स्थान की आवश्यकता है इसीलिए मैंने प्रीफिक्स के स्तर को 2 तक बढ़ा दिया है अब मेरे पास यह दो है और मैं इन सारे इंद्राज को मिटाता हूं और मैं म्यूजिक को लेता हूं 2 पर फिजिक्स में 1 0 फाइनेंस में 1 0 और कंप्यूटर साइंस के लिए 1 1 है अब हम यह पाते हैं कि एक बिट के प्रीफिक्स से 2 बिट के प्रीफिक्स पर जाने के बाद अब फाइनेंस और कंप्यूटर साइंस जो कि पहले साथ में थे जब मैं एक बिट देख रहा था अब अलग हो गए हैं परंतु फाइनेंस और फिजिक्स दोनों एक समान 1 0 मैं आते हैं तो हैश बकेट एड्रेस टेबल 1 0 मैं आपके पास फाइनेंस हैं और फिजिक्स के साथ वू और आइंस्टाइन रिकॉर्ड के साथ आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस जो कि 1 1 हैं श्रीनिवासन का रिकॉर्ड एक नए बकेट में जाता है जोकि 1 1 हैं अब एक रुचिकर तथ्य यह है की मौजार्ट के साथ क्या होता है क्योंकि यदि आपको याद हो पिछली संरचना में हमारे पास केवल 1 था यह मोजार्ट पर जा रहा था और यह एक था और मोजार्ट यहां था क्योंकि म्यूजिक का प्रीफिक्स 0 था अब म्यूजिक का प्रीफिक्स 0 0 हैं आपने क्या आशा की थी आपने यह आशा की थी इसीलिए चूंकि 0 0 आ गया है और 0 1 भी आ गया है तो आपने यह आशा की होगी कि आपके पास एक और बकेट यहां हो जोकि 0 1 हैं परंतु आप अवलोकन करेंगे की यह बहुत व्यर्थ होगा क्योंकि आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसका प्रीफिक्स 0 1 हो इन दोनों में से हम दो प्रीफिक्स को देख रहे हैं परंतु अभी आपको दोनों प्रीफिक्स को देखने की आवश्यकता नहीं है आप अभी केवल पहले प्रीफिक्स 1 के आधार पर यह कर सकते हैं आप यहां पर एक सरल युक्ति का इस्तेमाल करते हैं और उस बकेट के प्रीफिक्स के स्तर को नहीं बदलते हुए आप कहते हैं कि वह एक है क्योंकि आपको केवल एक बिट को देखने की आवश्यकता है जिससे कि आप इस बकेट के रिकॉर्ड पर आ पाये और भले ही पूर्ण रूप से यह दो बिट प्रीफिक्स में बदल गया हो परंतु स्थानीय तौर पर आप इसे एक का रखें इसके साथ ही आपके पास क्या है आपके पास 0 1 हैं इसके पास एक बकेट एड्रेस टेबल एंट्री है जिसमें की स्थानीय सूचना होती है की कितनी प्रीफिक्स की बिट आपको देखनी चाहिए जिससे कि आप बकेट में आने वाले रिकॉर्ड को हल कर पाए यह ग्लोबल को इंसर्ट करना है जब आप गोल्ड करता हूं तो अब आपके पास कंप्यूटर साइंस फाइनेंस हिस्ट्री म्यूजिक एवं फिजिक्स है आप यह पाएंगे कि अब आपको यह जानना है कि फिजिक्स 1 0 हैं और आपके पास उसके दो रिकॉर्ड हैं म्यूजिक अभी भी 0 0 है और स्पष्ट रूप से हिस्ट्री 1 1 है जोकि कंप्यूटर साइंस के समान हैं वह इसमें जाएगा और फाइनेंस 10 में होगा अब जब आप यह करने की कोशिश करते हैं तब आप इतने रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास बकेट में जगह नहीं है तो फिर से आप के पास जगह की कमी हो गई है तो आपके पास जो बिट की संख्या है उसके विस्तार के लिए देखना होगा आप उसको 3 तक बढ़ा दीजिए अब आपके पास 0 0 0 से 1 1 1 होगा परंतु जैसा मैंने पहले कहा था कि सारे बकेट को देखने की आवश्यकता नहीं है मोजार्ट का बकेट अभी भी लोकल डेप्थ एक के साथ चल रहा है क्योंकि आप यह चारों विभिन्न प्रकार को देखें तो म्यूजिक ही ऐसा है जिसका प्रीफिक्स जीरो है बाकी सब का प्रीफिक्स एक है यदि मैं यह जानता हूं कि यह जीरो है तो यह बिना किसी दूसरी जगह के इसी बकेट पर आता है और इसके बाद यह चारों बकेट एड्रेस प्वाइंटर इस बकेट टेबल में जाते हैं वहीं दूसरी ओर यह दोनों फिजिक्स के लिए हैं जिसमें मेरे पास 10 हैं और फाइनेंस के लिए हमारे पास 10 है तो फिजिक्स अब तीन की तरफ देख रहा है तो यह 100 है फाइनेंस 3 में है और यह 101 है दोनों फिजिक्स और फाइनेंस अलग अलग बकेट में जाते हैं अब कंप्यूटर साइंस पर आते हैं यह 1 1 1 है और यहां पर कोई 110 बकेट नहीं है तो 110 बकेट एड्रेस टेबल प्वाइंटर समान बकेट को पॉइंट करता रहता है और लोकल डेप्थ का मान ग्लोबल टेबल में 23 होता है तो यह डायनेमिक हैशिंग करने की आधारभूत प्रक्रिया है और मैं इस टेबल के तौर पर पूरे उदाहरण में नहीं जाऊंगा आप इन प्रत्येक चरण में देखकर अपने आप को समझाने की कोशिश करें यह बहुत रूचि कर प्रकार है जो यहां होता है और फिर से आप कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसरों का इंद्राज करने के लिए यहां आते हैं तीसरे स्तर पर आपके पास इन सब का प्रीफिक्स 111 होता है तो आपको प्रीफिक्स लेवल को ग्लोबल स्तर पर 4 पर बढ़ाने की आवश्यकता होती परंतु यह मानते हुए की प्रीफिक्स के स्तर का एक उच्चतम बाउंड बनानी है तो यह सारे 111 है जो आपको यहां पर लाते हैं अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप इस पर जाते हैं यहां पर सारे 111 भविष्य में ऐसे ही होने चाहिए और तो यह एक प्रकार का समन्वय है की ग्लोबल डेप्थ आप लेंगे यही सब कुछ होता है आप इस तरह से जारी रख सकते हैं और यह अंतिम टेबल है जहां पर सारी चीजें अच्छी तरीके से हैश कर दी गई है यह आधारभूत एक्सटेंडेबल हैशिंग होता है यह मेमोरी से बड़ा भी हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि कंटीजीएस एलोकेशन संरचना की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि आप वांछित रिकॉर्ड को पहले बकेट एड्रेस टेबल में ढूंढ पाए और उसके बाद बकेट एड्रेस टेबल को बदलना एक बहुत महंगा काम बन जाता है तो इससे वृद्धि होगी यहां पर इस योजना के बहुत सारे नुकसान हैं इसका एक और विकल्प लीनियर हैशिंग अब मैं जल्दी से दोनों प्रक्रियाओं की तुलना करने की कोशिश करूंगा जिन पर हमने चर्चा की है ओर्डरड इंडेक्सिंग की तुलनात्मक आवृत्ति भी देखनी होगी जोकी इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच तुलना निश्चित करती हैं आपको यह देखना होगा कि क्या वर्स्ट केस एक्सेस टाइम बहुत अच्छा है आपको इसके बारे में खुश होना चाहिए तो इस प्रकार की हैशिंग प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और आप इस पर भी निर्भर करते हैं कि अपेक्षित क्वेरी का प्रकार कैसा है उदाहरण के तौर पर रिकॉर्ड को निकालने के लिए हैशिंग बेहतर है जिसमें की की के तौर पर आप जल्दी से सारे वांछित रिकॉर्ड एक ही भौतिक जगह पर पा सकते हैं अगर आपको यह समझना है कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस की एक मिश्रित प्रतिक्रिया है अब मैं अंतिम दो प्रक्रियाओं को दिखाना चाहूंगा जिनको बिटमैप इंडेक्स कहा जाता है बिटमैप इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही कम संख्या में भिन्न मान लेते हैं बिटमैप इंडेक्सिंग होता है तो आप एक संभावित रिकोर्ट का ऐरे ले इसमें की संभावित संख्याएं एक या दो होती है यहां पर एक उदाहरण इस को दिखाते हुए दिया गया है हम एक बिटमैप इंडेक्स पूरक है

इसी प्रकार से आय के स्तर के लिए आपके पास पांच विभिन्न बिटमैप है जिसमें की पांच विभिन्न संभावित स्तर है जो हो सकते हैं अब बिटमैप इंडिसेज का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कई सारे अटरीब्यूट पर विभिन्न क्वेरीज चलाई जा सकती हैं उदाहरण के तौर पर बहुतायत में क्वेरीज में इंटरसेक्शन यूनियन होता है जिनकी सरलता से बिटमैप ऑपरेशन के तौर पर गणना की जा सकती है यदि आपके पास दो अलग अलग मान हैं दो कंडीशन के लिए बिटमैप इंडिसेज के तौर पर तो उनको आप यहां पर कर सकते हैं यदि आप मेल करने पर आप पहला रिकॉर्ड पा सकते हैं जिसका मान एक है तो यह उत्तर है और आप इस पर बहुत जल्दी से आ गए तो बिट्मेप इंडिसेज बहुत ही कम संख्या में विभिन्न मान ले सकता है यद्यपि डीलीशन वहां पर कई दक्ष इंप्लीमेंटेशन मौजूद है और कुछ सूचना मैंने आपको दी है परंतु हम उस में बहुत गहराई से यहां पर नहीं जाना चाहते हैं परंतु कई कंप्रेशन के तौर पर संभव है अगले व्याख्यान में मैं थोड़ी बहुत इस पर बात करूंगा कि उन्हें कैसे उपयोग में ले इस व्याख्यान में सारांश में हमने अलग अलग तरह की हैशिंग तकनीको जिनमें स्टैटिक और डायनामिक हैशिंग की बात की और ओर्डरड इंडेक्सिंग की हैशिंग से तुलना की और बिटमैप इंडिसेज के सिद्धांत का परिचय कराया